तो चलिए मैं ध्यान दिलाता हूँ कि यह स्तम्भ समीकरण क्या हैं तो मानिए कि हमारे पास एक ठोस छड़ है तथा छड़ एक दीवार पर लटकी है तथा हम देखते है कि यदि छड़ लटकाई गए है तो यह या तो एक सिरे से या दोनों सिरो से लटकी है तब तथा उसके ऊपर से इस छड़ पर एक एकरूपता का भर या एक बिन्दु भर लगते हैं या इस स्तम्भ के किसी खास हिस्से मे भार अतः तथा चलिए मानते है t समय पर जो 0 के बराबर हैं तो तथा तब हम देखते है की इस स्तम्भ का क्या होता हैं इसके बाद भार को हटा लिया जाता हैं या कम से कम अन्य प्रतिबंधों के प्रयोग के कारण जो हम इस उदाहरण में देखेगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते है कि चलिए माना कि मैं तिरछी स्तम्भ विचलन को ऊर्ध्वाधर विचलन कहेगे तो मेरा स्तम्भ यहाँ है तो चलिए यह मानते है कि यह एक दीवार है तथा स्तम्भ इस प्रकार है तथा यह दीवार पर अटकी है यह यहाँ अटकी हैं तथा मैं अक भर रखता हूँ मानते है कि छड़ पर एक एकरूपता का भर रखा गया है या एक बिन्दु पर या अक विशेष स्थान पर भर लगते हैं तो भर लगाया गाय हैं तथा तब हम देखते है कि स्तम्भ कि स्थिति केसे बदलती हैं तो हमारे पास अलग तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं इस दीवार पर तथा हम इन परिस्थितियो मे हल हो बताएगे तो माना की इस ऊर्ध्वाधर विचलन को y से प्रदर्शित करते है जहां x स्तम्भ के साथ चर हैं तो ऊर्ध्वाधर विचलन को y से प्रदर्शित करते है तथा स्तम्भ संरूप है यह एक संरूप स्तम्भ है अर्थात स्तम्भ का घनत्व सब जगह समान तथा अक जेसा कार्य करता है तो कार्य होने पर यह एक परिवर्तित भर के साथ कार्य करत है माना की भर w x प्रति इकाई लंबाई हैं तो मानते है दूरी तो यह x भर प्रयोग करने वाली दूरी को दर्शाता हैं मूल बिन्दु से x दूरी पर तो हमने हमारे निर्देशांक निकाय को निश्चित कर लिया हैं तथा देखिये यह भर कहाँ लगाया गया हैं एक निश्चित निकाय के मूल बिन्दु से x दूरी पर लगाया गया हैं तो X अक्ष पर मूल है तथा तो हम देखते है कि ऊर्ध्वाधर विचलन y तो y का अर्थ हैं कि y संतुष्ट करता है निम्न रूप कि PDE E यंग परिमाप जुड़ी हुई राशियाँ y' ढाल M EIy" बंकन आघूर्ण S EIy"' सतह तो हम मान सकते हैं 2 स्थितियों को ध्यान दीजिए 2 परिस्थितियों पर

तो यहाँ स्तम्भ एक स्थिति से दूसरी मे विचलित होगा तो यह अब कंपन है जब हमारे पास यह प्रत्यास्था का गुण है यह प्रत्यास्था अवमंदन का प्रयास करती है यह कंपन तथा हमे इस तरह का पद मिलता है जो कि अवमंदित पद हैं

तो इस प्रभाव को देखने के लिए मैं आपको जल्दी से यह दिखाता हूँ

पर तो हम पुनः इसके लिए यह लिखेगे तथा इस परिणाम तथा दिए गए सीमा प्रतिबंधों का प्रयोग कर के हमारा अवशेष प्राप्त करुगा